बायोमोलेक्युलस और संरचना के संबंध और एक सेल का कार्य" पर अगले व्याख्यान में आपका स्वागत है जैसा कि हमने कहा सेल जीवन की मूलभूत कार्यात्मक इकाई है हमने अब तक देखा है दो कहानियां पहला संक्रमण के बारे में था जो उन्हें और इतने पर होता है और हम कुछ चीजें जो उस कहानी से मौलिक हैं जैसे कि सूक्ष्मजीव हैं हर जगह विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दो प्रमुख कोशिकाओं के प्रकार और इतने पर और दूसरी कहानी शीयर कतरनी के बारे में थी एक बायोरिएक्टर और में कतरनी को उजागर करने वाली कोशिकाएं और हम कतरनी को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हमने कहा कि हम यह समझकर सकते हैं कि कतरनी संवेदनशीलता का कारण क्या है और कब हमने देखा कि हम एक मौलिक बायोमोलेक्यूल में आए थे चार प्रमुख वर्गों में से एक बायोमोलेक्यूलस जिसे लिपिड कहा जाता है एक अस्पष्ट फैशन में परिभाषित किया गया है इसके परिभाषित लिपिड बायोमोलेक्यूलस हैं जो पानी में अघुलनशील हैं लेकिन कार्बनिक सॉल्वैंट्स में घुलनशील हैं चलो इसे उस पर छोड़ दें और हमने देखा कि लिपिड क्या वसा है मक्खन एक लिपिड है तेल एक लिपिड है और लिपिड बनाते हैं कोशिका झिल्लियों को यह वही है जो हमने अब तक देखा है यह वह जगह है जहां हमने पिछली बार छोड़ा था इस बार हम एक और कहानी के साथ शुरू करते हैं कहानी अपनी स्थापना के बजाय सरल है लेकिन यह आगे बढ़ती है और विभिन्न शाखाएं लेती है विभिन्न रूपों और हम शायद कहानी से कुछ बुनियादी पहलुओं को सीखेंगे विभिन्न मूलभूत पहलू हम कहानी से हटकर कुछ ओर कहानियों में आते रहेंगे फिर मुख्य कहानी पर आते हैं इस मॉड्यूल के अंत में ठीक है दही फार्मक्यों करता है यह सवाल है कि हम कहानी शुरू करने के लिए पूछने जा रहे हैं तो उससे पहले दही कैसे से बने जाता है इसे बनाया जाता है इसे बनाया जा सकता है घर आप एक बर्तन लेते हैं और आप उसमें थोड़ा दूध डालते हैं ठीक है यहां एक बर्तन लें इसमें थोड़ा दूध डालें दूध को माध्यम कहा जाता हैयह एक शब्द है जीव विज्ञान जैविक इंजीनियरिंग और इतने पर इसे माध्यम कहा जाता है इसे गर्म करो चलो कहते हैं इस विशेष मामले में 37 डिग्री सी इसमें कुछ पुराने दही जोड़ें ठीक है पुराना दही है इनोकुलम जैसा कि इसे अन्य शब्द में कहा जाता हैइसके बारे में चिंता मत करो अगर यह शब्द विदेशी लगता है तो आप इस्की आद्त डाल लो इसे बंद करें इसे एक गर्म जगह में अलग सेट करें और जिस मिश्रण में यह इनोकुलम है मध्यम शुरू में और फिर इनोकुलम के साथ कुछ होता है और वह सब जिसे संस्कृति या शोरबा कहा जाता है वास्तव में शोरबा समय के रूप में बदलता है जब यह एक गर्म स्थान में अलग सेट हो जाता है और कुछ घंटों में दही बनता है ठीक है दही निर्माता जो इस दही को एक विद्युत आउटलेट में प्लग करके 37 डिग्री C पर बनाए रखते हैं आप दही को लगभग डेढ़ घंटे दो घंटे में भी प्राप्त कर सकते हैंबहुत अच्छा दही मिलता है अगर दही बनाने वाली मशीन का उपयोग किया जाता है तो शायद कुछ घंटों में बन जाता है घर पर शायद यह लेता है रात भर या शायद कुछ घंटे अगर आप इसे सुबह और इतने पर करते हैं तो ठीक है हमारी कहानी का आधार हमें इस रूप में उपयोग करते हैं आइए हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमें दही बनने के बारे में कुछ नहीं पता है और प्रश्न पूछें दही क्यों बनता है आइए हम केवल उन उपकरणों का उपयोग करके इसकी जांच करें हम में से कुछ को पता हो सकता है और हम में से कुछ इसके मूल से परिचित हो सकते हैं उपकरण मूल रूप से है कुछ जानकारी के साथ तर्क वैज्ञानिक विधि और इसलिए हम दही गठन की जांच करते हैं इस विधि का उपयोग कर चूंकि दही दूध से बन रहा है इसलिए दूध में कुछ तो जरूर होना चाहिए दही में सही यह बहुत तार्किक है तो दूध से क्या बनता है यदि आप इस विशेष मामले में डेटा को देखते हैं तो यह स्रोत है डेटा के बारे में आपको इस पेपर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यह सिर्फ अतिरिक्त जानकारी है यदि आप रुचि रखते हैं आप इस पत्र को जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं यह संदर्भों की सूची में शामिल नहीं है लेकिन आप इसे यहाँ से ले जा सकते हैं और इस पत्र को पढ़ सकते हैं दूध में आमतौर पर मुख्य रूप से पानी प्रोटीन वसा लैक्टोज खनिज मुख्य रूप से शामिल होते हैं यहां गाय के दूध में हर सौ ग्राम 88 ग्राम पानी 32 ग्राम प्रोटीन 34 ग्राम होता है वसा की लैक्टोज की 47 ग्राम और खनिजों की 072 ग्राम ठीक है कि गाय का दूध है भैंस का दूध थोड़ा होता है अलग और मानव दूध थोड़ा अलग है ठीक है तो यह दूध की रचना है जबसे हमें दूध से दही मिल रहा है यहाँ कुछ प्रदान करने के लिए कुछ बदलावों से गुजरना चाहिए दही तो ऐसा क्या हो सकता है इसका उत्तर एसिड का निर्माण और फलस्वरूप प्रोटीन एकत्रीकरण है दही बनाने का क्या कारण है ठीक है यह उत्तर है मैं आपको तुरंत जवाब दे दूं और फिर गहरी खुदाई करें एसिड गठन और परिणामस्वरूप प्रोटीन एकत्रीकरण दूध का कारण बनता है दही में बदलना एसिड कहां से आता है ठीक है यह सवाल पूछना है किएसिड कहां से आ रहा है इसका उत्तर है हजारों में से कुछ से जीन के संदर्भ में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है के अंदर होने वाली प्रतिक्रियाएं और प्रजाति इसेलैक्टोबैसिलस लैक्टोकोकस लैक्टिसकहा जाता है यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरियालैक्टोकोकस लैक्टिसहै जो पुराने दही में इनोकुलम में मौजूद था हमने दूध में मिलाया और प्रत्येक कोशिका में हजारों प्रतिक्रियाएं हैं जो किसी भी समय चलती हैं समय और उन प्रतिक्रियाओं में से कुछ में एसिड आता है और वह एसिड दूध में निकल जाता है और प्रोटीन एकत्रीकरण का कारण बनता है और जब एक नियंत्रित फैशन में किया जाता है तो आपको दूध मिलता है फिर से ऐसा ही होता है जब आप दूध में एक नींबू निचोड़ते हैं ठीक है आप पनीर बनाते हैं दाईं ओर आप पनीर पनीर बनाते हैं ऐसा तब होता है जब आप धीरे धीरे ऐसा करते हैं कई अन्य स्वादों के साथ नियंत्रित फैशन जो इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में जारी किया जाता है दही बन जाता है बस थोड़ा और गहरा खोदते हैं तो यह प्रतिक्रियाओं के हजारों सेटों में से एक का एक सेट है जो सेल में यह आम तौर पर ग्लूकोज के साथ शुरू होता है और प्रतिक्रिया का यह विशेष सेट के साथ समाप्त होता है पाइरूवेट ग्लूकोज ग्लूकोज छह फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है फ्रुक्टोज छह में परिवर्तित हो जाता है फॉस्फेट और इतने पर और आगे तक यह पाइरूवेट के साथ मिलता है पाइरूवेट लैक्टिक में परिवर्तित हो जाता है एसिड जो सेल से बाहर निकलता है यह वह सेल है जो यहां है आप प्रत्येक के रूप में इस पर विचार कर सकते हैं लैक्टोबैसिलससेल प्रतिक्रियाओं के इस सेट ग्लूकोज से पाइरूवेट को ग्लाइकोलाइसिस और हर एक को कहा जाता है एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है हम थोड़ी देर बाद आएंगे तो ग्लूकोज पाइरूवेट को है प्रतिक्रियाओं के इन सेट में एक नाम है जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है और इसके परिणामस्वरूप लैक्टिक एसिड मिलता है पाइरूवेट से दो अन्य प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप लैक्टिक एसिड बनता है जो कारण बनता है दूध का अम्लीकरण और निर्माण और दही अब किस तरह का अणु लैक्टिक एसिड है जो कि दही के कारण क्या है वह हमारा है प्रश्न सेट करें यह कैसे लैक्टिक एसिड की तरह दिखता है आप यहां देखते हैं कि ये कार्बन परमाणु हैं यहां यहाँ दो OH हैं यह यहाँ एक COOH समूह है और यह यहाँ एक OH समूह है ठीक है वहाँ यह एक COOH और OH समूह है इसलिए अगर तुम अगर तुम आणविक लिखो सूत्र यह C3H6O3 होगा आपको COOH के लिए महत्व देने की आवश्यकता है सभी हैं नामकरण सम्मेलनों कि आप का पालन कर सकते हैं और इसलिए दो स्थिति में आप hydroxy है समूह इसलिए दो हाइड्रॉक्सिल यह एक सी 3 है और इसलिए प्रोपेनोइक एसिड ठीक है मूल है रसायन विज्ञान कार्बनिक रसायन विज्ञान और इसलिए यह एक हाइड्रॉक्सीप्रोपेनोइक एसिड लैक्टिक एसिड है बायोमोलेक्यूल्स के एक वर्ग के अंतर्गत आता है जिसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है और एक कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका सामान्य सूत्र n है आप इसे इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं सीएच2ओ3 फिर यह सी3एच6ओ3और इतने परहो जाता है और आमतौर पर n को तीन से अधिक होने के लिए लिया जाता है एक कार्बोहाइड्रेट के लिए ये सभी सामान्य चीजें होती हैं जो सामान्य चीजें होती हैं इसलिए सूत्र सीएच2ओएन केसाथ कुछ भीकार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट एक बड़े वर्ग या ए हैं बायोमोलेक्यूल्स का महत्वपूर्ण वर्ग इससे पहले हमने लिपिड को बायोमोलेक्यूल्स के एक प्रमुख वर्ग के रूप में देखा था अब हम कार्बोहाइड्रेट को बायोमोलेक्यूल्स के दूसरे प्रमुख वर्ग के रूप में देख रहे हैं और ये सब हैं सेल में होने वाली प्रतिक्रिया मध्यवर्ती के एक भाग के रूप में विभिन्न में मौजूद है अब हम अगले भाग को देखते हैं हमने कहा कि एसिड गठन और फिर प्रोटीन एकत्रीकरण ठीक है अब एकत्रीकरण क्या है ठीक है एक सूक्ष्म से एकत्रीकरण से आपका क्या मतलब है समझ यह समझने के लिए कि हमें उल्टा प्रश्न पूछना चाहिए आणविक स्तर पर क्या होता है जब कोई पदार्थ पानी में घुलता है तो ठीक है हमने कहा कि जब ये अणु होते हैं तो दही के रूप में होते हैं समुचित सही प्रोटीन अणु समुच्चय और पानी से बाहर निकलते हैं यह समझने के लिए कि ए थोड़ा बेहतर करते हैं आइए हम देखें कि किसी पदार्थ के आणविक स्तर पर क्या होता है पानी में घुल जाता है यह समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखें कि क्या होता है जब आम नमक में घुल जाता है पानी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम नमक NaCl है ठीक है और जब यह पानी में घुल जाता है तो विभाजित हो जाता है अपने आयनों Na और Cl में और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं Na पानी के एक सेट से घिरा हुआ है अणुओं सीएल पानी के अणुओं के एक और सेट से घिरा हुआ है मेरा मतलब है कि पानी का एक और सेट अणुओं को अलग तरीके से उन्मुख किया गया ना सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है और इसलिए एक निश्चित अभिविन्यास है पानी के अणुओं से होता है जो इसे घेर लेते हैं जो कि अभिविन्यास से अलग है Cl के अणुओं से होता है जो इसे घेर लेता है ठीक है तो पानी में घुलने वाले किसी भी पदार्थ को पानी के अणुओं का एक सेट होना चाहिए जो चारों ओर से घिरा हो यह यह अनिवार्य रूप से एक अणु पैमाने पर विघटन है पानी एक उत्कृष्ट होता है विलायक तुम्हें पता है कि हम कहानी में हमारे एक साइड ट्रैक के लिए से दूर हैं पानी एक उत्कृष्ट है विलायक वास्तव में पानी के कई गुण जीवन को प्रभावित करते हैं और जीवन को शुरू करने के लिए संभव बनाते हैं ठीक है पानी के बिना शायद कोई जीवन नहीं होता जैसा कि हम जानते हैं ऐसा क्यों है पानी में बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण हैं जो जीवन को संभव बनाते हैं ठीक है पानी ए पर आणविक स्तर कई महत्वपूर्ण गुण हैं पहली संपत्ति सामंजस्य है जो है पानी के अणु आपस में चिपके हुए विभिन्न के बीच हाइड्रोजन बांड के कारण पानी के अणु वे एक साथ शायद बहुत से अन्य की तुलना में बहुत अधिक चिपक जाते हैं पदार्थ कई अन्य यौगिक तो सामंजस्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है तो सामंजस्य है एक ही तरह से एक साथ रहना आसंजन अन्य सतहों पर पानी चिपका हुआ है और एक साथ आसंजन जीवन ओके के साथ होने वाली बहुत सी चीजों का निर्धारण मैं आपको एक वीडियो देगा जो बहुत अच्छी तरह से बताता है कि कैसे आसंजन और सामंजस्य पूरी तरह से है पेड़ के विभिन्न हिस्सों को पानी वितरित करने के तरीके के लिए जिम्मेदार है और क्या होता है विभिन्न अन्य चीजों में जो जीवन के लिए प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक हैं पानी और इतने पर तो मुझे इस समय के लिए नहीं मिलता है लेकिन आसंजन बातचीत है पानी के अणुओं के लिए अन्य सतहों पर पानी के अणुओं की चिपचिपाहट सामंजस्य चिपका हुआ है खुद को पानी के अणुओं के साथ ठीक है यह एक उच्च सतह तनाव का परिणाम है उदाहरण के लिए सामंजस्य और यहां तक कि कुछ कीड़े बनाता है पानी पानी पर चलने वाले और इतने पर चलने में सक्षम हो यह तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है पहलू ठोस घनत्वपानी के बर्फ के रूप का घनत्व तरल घनत्व से कम है ठीक है पानी का घनत्व लगभग 4 डिग्री सेल्सियस है जो हम जानते हैं और पानी बन जाता है ठोस बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जब यह ठोस हो जाता है तो पानी की संरचना वास्तव में खुल जाती है क्योंकि इसे पानी के अणुओं के साथ एक क्रिस्टल संरचना की आवश्यकता होती है जिसे एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है की वजह से दूरी की जरूरत है और घनत्व वास्तव में थोड़ा नीचे चला जाता है और इसलिए ठोस बर्फ का घनत्व तरल घनत्व से कम है बहुत दुर्लभ है अन्य कई नहीं प्रकृति में पदार्थों में यह गुण होता है जहाँ ठोस होता है ठोस रूप से कम घना होता है तरल रूप कम से कम कुछ तापमान पर ठंडे देशों में इसके कारण क्या होता है बर्फ का निर्माण सही होता है झीलों नदियों पर बर्फ के रूप और आगे और आगे की ओर और जब बर्फ के कम घनत्व के कारण बर्फ बनती है तो बर्फ तैरती है यह डूबता नहीं है क्योंकि यह तैरता है नीचे का पानी पानी पर निर्भर जीवन का समर्थन कर सकता है अगर यह जमना शायद यह जीवन का समर्थन करने में सक्षम नहीं होगा और इसलिए यह बहुत ही संपत्ति है कि घनत्व ठोस तरल के घनत्व से कम है जो पानी बनाता है जो जीवन को संभव बनाता है उन सभी जल निकायों झीलों नदियों और इतने पर और आगे सर्दियों में हमने सामंजस्य के परिणाम के रूप में सतह तनाव और इतने पर बात की और मैं आपको पसंद करूंगा ये दो वीडियो देखें आप इन्हें अनिवार्य रूप से ले सकते हैं जो अच्छी तरह से समझाते हैं कि ये कैसे हैं गुण जीवन का निर्धारण करते हैं पानी के ये गुण जीवन को कैसे निर्धारित करते हैं और पानी ऐसा क्यों है एक महत्वपूर्ण अणु जो जीवन को संभव बनाता है ठीक है मुझे लगता है कि ये आइटम के तहत दिए गए हैं 13 ये दो वीडियो दोनों आइटम 13 के तहत हैं कृपया जाएं और इन वीडियो को देखें वे बहुत अच्छे वीडियो हैं ठीक है चलिए जारी रखते हैं अब हमने कहा कि यदि कोई पदार्थ पानी में घुलता है तो इसका मतलब है कि यह है पानी के अणुओं की एक परत से घिरा ठीक है तो अगर एक प्रोटीन पानी में भंग कर दिया जाता है दूध में प्रोटीन की स्थिति होती है फिर पानी के अणुओं की एक परत होती है जो प्रोटीन को घेर लेती है और सही समाधान में प्रोटीन रखें यह लाइसोजाइम नामक प्रोटीन का एक उदाहरण है जो मानव में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है तन यह लाइसोजाइम एक जलीय वातावरण में है जल पर्यावरण जलीय जल है जलीय पर्यावरण और इसलिए यह हमें एक कहना है पानी में भंग और जिसका अर्थ है यह पानी के अणुओं से घिरा हुआ है इसलिए हमने देखा कि जब पदार्थ होता है तो क्या होता है में भंग पानी में भंग हो जाता है लेकिन हमारी मूल कहानी दही रूपों और हम क्यों थी एसिड गठन कहा हमने पहले एसिड गठन देखा और जो प्रोटीन एकत्रीकरण का कारण बनता है इसलिए आइए हम प्रोटीन एकत्रीकरण को देखें अब जब कि अब हम समझते हैं कि कुछ क्यों है समाधान एकत्रीकरण तब होता है जब अणु समाधान से बाहर गिर जाते हैं ठीक है वे हैं वे पानी के अणुओं की कमी के कारण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं उन्हें घेर लो और फिर वे एक साथ आते हैं और समाधान से बाहर हो जाते हैं यह आमतौर पर क्या है जब कोई पदार्थ विलयन से गिरता है विपरीत तब होता है जब पदार्थ जाता है समाधान में और जब इसके आसपास पर्याप्त पानी नहीं होता है और वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तब यह समाधान से बाहर हो जाता है कौन सा प्रोटीन एकत्र करता है दही बनाने के मामले में उत्तर आप में से बहुत से लोग जानते होंगे यह इसे कैसिइन कहा जाता है यह प्रोटीन है जो दही बनने पर मुख्य रूप से एकत्रित होता है एक से आणविक दृष्टिकोण प्रोटीन एग्रीगेट क्यों करता है यह अगला सवाल है कि आप क्या हैं पूछने जा रहा हूं और इससे पहले हम महसूस करते हैं कि हम वास्तव में नहीं जानते कि प्रोटीन क्या है और इसलिए हम हैं आणविक दृष्टिकोण से एक प्रोटीन क्या है ठीक है सवाल पूछने जा रहा हूं और मैं लगता है कि हम यहाँ रुकेंगे यह व्याख्यान हमने कार्बोहाइड्रेट पर देखा और फिर हमने क्या देखा तब होता है जब पानी में कुछ घुल जाता है और पानी में कुछ गुण होते हैं मुझे लगता है कि अच्छा है अभी के लिए पर्याप्त जानकारी अब के लिए मौलिक जानकारी तुम उस पर चबाना और फिर हम जब हम आगे मिलेंगे हम चीजों को आगे ले जाएंगे फिर आप देखेंगे